सभी को नमस्कार मैं आपदा निवारण अनुसंधान संस्थान क्योटो विश्वविद्यालय से सुभाज्योति समदर हूं मैं आपदा बहाली पर इस व्याख्यान श्रृंखला के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं और बेहतर निर्माण करता हूं इस व्याख्यान में हम आपदा जोखिम संचार में स्रोत संदेश और प्रापक के बारे में बात करेंगे विशेष रूप से जब हम विशेष जोखिम संचार मॉडल को अपनाते हैं तो वहां क्या चुनौतियां हैं हमारे लिए आपदा जोखिम प्रबंधन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है अब हम सभी जानते हैं कि जोखिम संचार का अर्थ वास्तव में एक प्रकार की घटना है जहां दो पक्ष हैं एक प्रापक है दूसरा एक है एक प्रेषक है दूसरा एक प्रापक है अब प्रेषक हमें अपना दिमाग भेजने प्रेषक को संदेश भेजने के लिए उनके दिमाग उनकी धारणा और उनके व्यवहार को बदलने के लिए प्रापक और प्रेषकों के बीच जानकारी का यह आदान प्रदान वास्तव में सूचना का एक उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान है इसका मतलब है कि वे दिमाग बदलना चाहते हैं प्रेषक प्रापक के दिमाग को बदलना चाहते हैं यह नहीं है कि प्रेषक बात कर रहे हैं और प्रापक यह नहीं सुन रहा है कि यह सूचना का एक उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान है इसलिए जोखिम संचार को इच्छुक पार्टियों के बीच स्वास्थ्य आपदा पर्यावरणीय जोखिमों के बारे में जानकारी के किसी भी उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया गया है अभी जोखिम संदेश को समझते हुए यह संदेश भेजना ठीक है लेकिन अब हमें यह देखने की आवश्यकता है कि जब हम कुछ करने के लिए प्राप्तकर्ता को प्रेषित कर रहे हैं तो तैयारी के क्रम में हमें क्या चुनौतियाँ हैं आपदाओं के खिलाफ तैयार करने की उनकी क्षमता में वृद्धि चुनौतियां क्या हैं प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए क्या बाधाएं हैं अच्छी तरह से एक बहुत ही विशिष्ट मॉडल है बहुत लोकप्रिय मॉडल है जिसे 1940 में जोखिम संचार पर विकसित किया गया था और जिसे जोखिम संचार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मॉडल कहा जाता है स्रोत संदेश प्रापक मॉडल और माना जाता है कि कम से कम 50 संचार अध्ययन का सबसे प्रचलित ढांचा अभी भी इन मॉडल का उपयोग कर रहा है यह मॉडल क्या कह रहा है कि एक प्रेषक वे आपदाओं के बारे में मौसम विज्ञान विभाग या हाइड्रोलॉजिकल विभाग जैसे कुछ वैज्ञानिक निकायों या कुछ बाहरी लोगों से जानकारी एकत्र करते हैं और फिर इस तरह का एक जोखिम जानकारी एकत्र करते हैं ताकि जोखिम का एक प्रकार विकसित किया जा सके इस पर इस जानकारी को एकत्रित करने वाले ने प्रापक के दिमाग और दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने के लिए इस प्रापक को उनके प्रापक में भेज दिया अब वे सीधे नहीं भेज सकते हैं प्रेषक सीधे इसे अधिकांश समय प्रापक को नहीं भेज सकता है कभी कभी संभव है लेकिन अधिकांश समय वैज्ञानिक शरीर से प्राप्तकर्ताओं को सीधे संदेश भेजना मुश्किल होता है या जो लोग इन वैज्ञानिक विश्लेषणों को कर रहे हैं वे सीधे प्रापक को इन सूचनाओं को पारित नहीं कर सकते हैं वे क्या प्रेषक करते हैं उनके पास कुछ ट्रांसमीटर है आम तौर पर यह टीवी रेडियो समाचार पत्रों जैसे कई अन्य लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया हो सकता है हम उन्हें मास मीडिया कहते हैं और जब प्रेषक ट्रांसमीटर या मास मीडिया या कुछ अन्य ट्रांसमीटरों को ये सूचना भेजते हैं तो वे उस संदेश को समझने के लिए कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं और वे उस संदेश की व्याख्या और व्याख्या करते हैं और पुन निर्माण करते हैं और फिर डिकोडिफाइंग के बाद उसे प्रेषित करते हैं मूल स्रोत से संदेश वे इसे प्रापक को भेजते हैं और प्रापक इस संदेश को डिकोड डीकोड और रीकोड भी करता है और बीच में यह सीधे उनके पास नहीं जाता चुनौती के बीच में शोर सही है अब उसके पास भी है प्रापक भी डिकोडर की व्याख्या करता है और ट्रांसमीटर से आने वाले इस संदेश को फिर से बताता है और इसे शोर के सवाल से भी चुनौती मिलती है यह कुछ बाहरी और आंतरिक कारक हो सकते हैं बाहरी कारक जैसे कार का बीप या ध्वनि प्रदूषण मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कैसे हैं लेकिन हो सकता है कि आप इसे ठीक से नहीं सुन रहे हों क्योंकि वहां बहुत शोर हो रहा है वहां बाइक या बहुत सारी कारें बीप कर रही हैं या हो सकता है कि आपको सिरदर्द हो या आपको सुनने में कठिनाई हो इसलिए जिन प्रेषकों और प्रापक को चुनौती दी जाती है जब वे शोर के साथ संचार कर रहे होते हैं तो यह शोर आंतरिक हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है अब मौसम विज्ञान या जल विज्ञान जैसे कुछ संगठनों से जानकारी एकत्रित करने वाले प्रेषक और फिर उन्होंने डिकोडिंग और रिकोडिंग के बाद मास मीडिया जैसे ट्रांसमीटर को ये संकेत दिए और फिर वे इसे प्रापक को भेजते हैं और ये भी ट्रांसमीटर से प्रापक को डिकोडिंग और रीकोडिंग के माध्यम से जाते हैं अब यदि ट्रांसमीटर समझ नहीं सकता है तो वे इस एक को मूल प्रेषकों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और प्रापक को भी अगर उनके पास कुछ प्रश्न चिंताएं आवश्यकताएं हैं तो वे प्रेषकों को भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं लेकिन यह वास्तव में एक तरफ़ा संचार प्रक्रिया है एक बार जब आप प्राप्त करते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं तो आप फिर से संपर्क करते हैं यह एक दो तरह से संचार नहीं है पारस्परिक प्रक्रिया आम तौर पर एक तरफ़ा यातायात और सूचना का प्रवाह है अब भेजने वाले कौन हैं ठीक है प्रेषक आम तौर पर विज्ञान समुदाय उदाहरण मौसम संबंधी एजेंसियां हैं या यह NIDM जैसी सार्वजनिक एजेंसियां हो सकती हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या कभी कभी कुछ नगरपालिका प्राधिकरण या कुछ रुचि समूह हो सकते हैं वे प्रेषक हो सकते हैं या शायद आंख प्रत्यक्षदर्शी आंख देखा हुआ हो सकता है मैं मैं कुछ आपदा का अनुभव कर रहा हूं और मैं यह बता रहा हूं कि दूसरों को यह संभव है इसलिए जो कि हमेशा मामला नहीं होता है लेकिन वैज्ञानिक समुदाय सार्वजनिक एजेंसियां रुचि समूह चश्मदीद गवाह ये सभी प्रेषक हो सकते हैं ठीक है अब वे ट्रांसमीटर को यह जानकारी भेजते हैं वे इसे कैसे भेजते हैं वे रिपोर्ट उनकी वैज्ञानिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं या शायद वे कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं ठीक है वे एक विशेष खतरों विशेष घटनाओं के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और शायद वे व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी जानकारी साझा कर सकते हैं व्यक्तिगत बातचीत विशेष रूप से मामले में विशेष रूप से चश्मदीद गवाह के मामले में वे व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को ये सुझाव देते हैं इसलिए वैज्ञानिक समुदाय सार्वजनिक एजेंसियां रुचि समूह चश्मदीद गवाह वे सभी प्रेषक हैं जो रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति ट्रांसमीटर के लिए व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से जानकारी दबा रहे हैं ठीक है ट्रांसमीटरों को अब ये ट्रांसमीटर कौन हैं वे टीवी समाचार पत्र रेडियो जैसे बड़े पैमाने पर मीडिया हो सकते हैं या कुछ सार्वजनिक संस्थान हो सकते हैं ठीक है या कुछ राय समूह हो सकते हैं समान विचारधारा वाले लोग इसे प्रापक को देते हैं ठीक है वे इसे इन प्रापकों को भेज देते हैं वे इसे कैसे पास करते हैं वे समाचार या प्रसारण समाचार प्रकाशित कर सकते हैं या कुछ संदेश भेज सकते हैं जैसे एसएमएस या शायद कुछ समाचार पत्र किसी विशेष आपदा के बारे में या हो सकता है प्रत्यक्षदर्शी जैसे कुछ व्यक्तिगत बातचीत आम तौर पर लोग करते हैं वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जोखिम के बारे में जानकारी देते हैं ठीक है प्रापक को और ये प्रापक कौन हैं ये लोग जो प्राप्त कर रहे हैं वे आम जनता हैं या शायद वे एक विशेष लक्षित दर्शक हैं कुछ नगरपालिका प्राधिकरण एक को लक्षित करने के लिए शायद कुछ विशेष लोग जो भूस्खलन के जोखिम में हैं भूकंप के संपर्क में हैं चक्रवात के संपर्क में हैं तो हम सही पास करना चाहते हैं उन्हें करने के लिए निकासी आदेश वास्तव में उन्हें चेतावनी चेतावनी खाली इसलिए यह मूल रूप से सामान्य सामान्य जनता हो सकता है लेकिन हम उनमें से विशेष रूप से लक्षित दर्शक हो सकते हैं हमारे पास या जो जोखिम में हैं जो जोखिम में हैं वे इसके प्रापक हैं अब संदेश का स्रोत प्रेषकों से ट्रांसमीटर डिकोडिंग और रीकोडिंग और फिर से डिकोडिंग और रीकोडिंग प्रापक पर आ रहा है संचार का पहला चरण एक सूचना स्रोत द्वारा संदेश का फ्रेमिंग है इसलिए प्रेषक वे सूचना को पहले सही तरीके से इकट्ठा करते हैं जो वे एकत्रित करते हैं जो प्रेषक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो जनता को जानकारी भेज रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी हैं संदेश तैयार करना इसलिए विश्वास और साख का सवाल है और यहां संदेश का घटक भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है और स्रोत क्योंकि वे सभी को बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं पुनर्निर्माण कर सकते हैं और संदेश को फिर से संगठित कर सकते हैं मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा सकता हूं क्या हो सकता है अब इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखें और यदि जानकारी भेजने वाले इस कंपनी के हैं जो विकिरण के बारे में जोखिम में हैं तो लोग उन पर विश्वास करेंगे या विकिरण की स्थिति नोबेल पुरस्कार विजेताओं के एक समूह द्वारा बताई गई है जो अधिक होगी भरोसेमंद घटना समान है असल में हम विकिरण की स्थिति रिपोर्ट दे रहे हैं प्रेषक दो अलग अलग समूह हैं एक स्वयं कंपनी है जो प्रभावित थे और अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता हैं लोग निश्चित रूप से इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर अधिक आसानी से भरोसा करेंगे क्योंकि वे सोच सकते हैं कि यह कंपनी फैब्रिक बनाने या दबाने वाली हो सकती है कहानियां बना रही है और नहीं और वे लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं इसलिए घटना समान है लेकिन स्रोत अलग हैं इसलिए लोग भरोसा नहीं कर सकते इसलिए खुद के लोगों पर भरोसा इस बात पर निर्भर करता है कि कौन लोग हैं कौन जानकारी प्रदान कर रहा है अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक यह तेल रिफाइनरियां उदाहरण के लिए एक विशेष कारखाने में एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ है जो कचरे से रिस रहा है दो साल से ठीक है अब हो सकता है कि समूह ट्रांसमीटर कितना अलग हो सकता है घटना यह है कि एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ दो वर्षों से अपशिष्ट भंडार से लीक हो रहा है हो सकता है आपको लगता है कि सभी पत्रकार एक ही तरह से रिपोर्ट करेंगे कोई अधिकार नहीं वे आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं आइए देखें पत्रकार 1 ने बताया कि उच्च तकनीक पार्क में अपशिष्ट निपटान में रिसाव कैसे के बारे में पत्रकार 2 रासायनिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक है हो सकता है पत्रकार 3 जहरीले कचरे के डंप द्वारा वायु प्रदूषण की रिपोर्ट कर रहा हो पत्रकार 4 हम जिस हवा में सांस लेते हैं जो पानी हम पीते हैं उसे जहर बता रहे हैं इसलिए एक ही घटना लेकिन विभिन्न पत्रकार अलग अलग चीजों की रिपोर्ट कर रहे हैं यह बहुत दिलचस्प है तो जोखिम संचार का प्राथमिक स्रोत जोखिम संचार का प्राथमिक स्रोत इसलिए ये खतरे हैं हम धूम्रपान आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों या आर्सेनिक प्रदूषण या खतरनाक सामग्री या ज्वालामुखी विस्फोट ठीक या सुनामी की सिंचाई की तरह जानते हैं अब यह जीनोमिक जैसे कुछ प्रकार के जोखिम का कारण बन सकता है आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन बच्चों बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आर्सेनिक भी दूषित कर सकता है आर्सेनिक संदूषण कैंसर का कारण बन सकता है या हमें वास्तव में फुकुशिमा की घटनाओं की बाढ़ आ सकती है परमाणु दुर्घटना या अन्य कई समस्याएं जिनका हम सामना कर रहे हैं अब वैज्ञानिक समुदाय मूल रूप से पहले समूह के प्रेषक जो वे मूल रूप से क्या करते हैं मैं वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है वे खतरे का विश्लेषण करते हैं क्या खतरे हैं क्या गलत हो सकते हैं संभावित परिणाम क्या हैं यह होने की संभावना कितनी है जोखिम सहनीय है या नहीं तो ये पहला प्राथमिक विश्लेषण प्रेषकों द्वारा किया जाता है जोखिम के बारे में चेतावनी के प्राथमिक स्रोत वे जोखिम विश्लेषण पथ करते हैं और अब वे अपने विश्लेषण के आधार पर जोखिम को कम मध्यम उच्च बहुत अधिक या अत्यधिक उच्च श्रेणीबद्ध कर सकते हैं और आप कर सकते हैं इसलिए उन्होंने अपने मापदंडों के आधार पर एक अलग पैरामीटर से जोखिम को मापा जा सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इन जानकारी को कच्चे जानकारी के रूप में माना जाए वे केवल अपने ही साथियों के समूह के बीच खुद को साझा करने के लिए करते हैं न कि बाहरी लोगों के कारण अगर वे बाहरी लोगों के लिए बहुत चिंता किए बिना इसे साझा करते हैं तो यह बहुत अधिक अविश्वास और गलत धारणा और भ्रामक हो सकता है ठीक है तो यहाँ एक बहुत अच्छा कार्टून है कि अधिकांश लोग अपनी छुट्टियों को कैसे देखते हैं और वैज्ञानिक उनकी छुट्टियों को कैसे देखते हैं ठीक है जैसे स्थानिक लेकिन शाम 4 बजे गरज के साथ बौछार इसलिए वैज्ञानिकों के बीच जोखिम का आकलन जोखिम के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या जोखिम के आकलन और जोखिम के विश्लेषण और आम आदमी के जोखिम के परिप्रेक्ष्य में अंतर है यहां एक और अच्छा कार्टून भी है जैसे कि जलवायु प्रभाव मध्यम से प्रलय तक होता है और वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने आप से यह नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं करना सबसे अच्छा समाधान नहीं है इसके अलावा एक छोटा सा मौका है कि मेरा घर जल जाएगा मैं नहीं कह सकता कि बीमा खरीदना इसके लायक है इसलिए हमारे पास जोखिम का निर्माण है कि वैज्ञानिक इसे कैसे देख रहे हैं और आम लोग कैसे देख रहे हैं वे काफी हद तक तैयार हो सकते हैं इसलिए संदेश का स्रोत जब प्रेषक वे ट्रांसमीटर को भेज रहे हैं वे वास्तव में आयाम को बढ़ाना बढ़ाना और उच्चारण को गति देते हैं यह नहीं है कि आप जो जानकारी पास करते हैं वह सीधे जाती है लेकिन यह मीडिया है या अन्य वे वास्तव में इस एक को प्रिंटर जोड़ी में परिवर्तित करते हैं इस एक को बढ़ाते हैं इस एक को बढ़ाते हैं और फिर यह डिकोडिंग और रीकोडिंग के माध्यम से आता है ठीक है इसलिए और प्राथमिक स्रोत विज्ञान चूंकि संस्थानों के अलग अलग उद्देश्य हैं अलग अलग रुचि है वे अलग अलग हिस्सों को देखना पसंद करेंगे और एक एकल संकेत के चयन और प्रसंस्करण को देखेंगे एक एकल संदेश का अलग अर्थ है इसलिए स्रोत बहुत अलग है स्रोत एक है लेकिन यह देखते हुए कि जैसे वस्तु नाश होती है जैसे कुछ प्रति हाथी यह वैज्ञानिकों के एक समुदाय की तरह है वे देख रहे हैं कि एक विशेष पहलू एक प्रशंसक है कोई देख रहा है कि यह एक रस्सी है हाथी का एक विशेष शरीर है कोई भी हाथी के पूरे पहलू को नहीं देख रहा है ठीक है और व्याख्याओं में ये अंतर ब्याज समूह के भीतर वैज्ञानिक अधिवक्ताओं के प्रतिकूल विज्ञान शिविर के परिणामों को दर्शाता है यहां तक कि वैज्ञानिक यदि उनके पास एक ही डेटा है तो उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं जैसे कि वे देखते हैं कि वे अलग अलग डेटा सेट से आ रहे हैं इसलिए मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं वह भी विचाराधीन है यदि मेरा डेटा सही या गलत है तो वैज्ञानिक विश्लेषण भी इस विषय के अधीन है कि उनके पास कौन सा प्रामाणिक डेटा है इसलिए यह है कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने मुझे जो डेटा दिया है वह सही है मैं आपको वर्षों से गलत डेटा दे रहा हूं यह पहली बार है जब आपने पूछा है कि मैंने क्या कहा है कि डेटा पूरी तरह से ठीक है तो एकल प्रवाह जोखिम संचार का एक मॉडल है प्रेषक और ट्रांसमीटर को इस चेतावनी को भेजने वाले डिकोडिंग और रीकोडिंग करते हैं और जब वे इसे प्रापक को भेज रहे हैं तो वे जानकारी को डिकोड और रीकोड भी कर रहे हैं इसलिए यह सीधे नहीं चल रहा है और इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान प्रवर्धन परिमाण और उच्चारण हो रहे हैं ठीक है इसलिए लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जोखिम की गंभीरता को कैसे समझते हैं और उनकी कथित स्वीकार्यता को ठीक मानते हैं तो यह निर्भर करता है कि अगर यह व्यक्ति मास मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहा है वह सोचता है ओह यह बाढ़ मेरे साथ होगी यह भूस्खलन मेरे साथ होगा क्या यह यहाँ होगा क्या संभावना है और अगर यह भले ही यह हुआ कि मैं किस हद तक असुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास एक अच्छा घर है शायद मैं इस बाढ़ या भूस्खलन से प्रभावित नहीं होऊंगा तो शायद मेरे पड़ोसी प्रभावित होंगे मैं प्रभावित नहीं होगा तो क्या हुआ क्या मेरे साथ ऐसा होगा मैं किस हद तक कमजोर हूं ये प्रश्न प्रापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे हम इसलिए संभावना और गंभीरता का न्याय करेंगे अब प्रेषक जो प्रापक की धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करता है वह उस तक पहुंचना चाहता है लेकिन बीच में धारणाओं का सवाल है वह रसीद भेजने वाले का पालन करेगा यदि वह विश्वास करता है या वह विश्वास करता है ठीक है इसलिए घातक संख्या की उम्मीद है अगर हमारा संचार संदेश उस घटक सहित है यह लोगों को कैसे और किस हद तक प्रभावित करता है जब हम लोगों से कह रहे हैं कि विशेष संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तो वैज्ञानिक अध्ययन दिखा रहे हैं कि लोग यह नहीं मान रहे हैं कि यह जोखिम भरा है लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हताहत हुए लोगों की जानकारी पर विश्वास करने की अधिक संभावना है तो यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि यह जोखिम भरा है संदेश का महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है कौन इन सूचनाओं को उनके पास भेज रहा है और यह कितना महत्वपूर्ण है एक और भयावह क्षमता कैसे लोग जोखिम का न्याय करने के लिए भयावह संभावनाओं पर विचार करते हैं जब हम उच्च संभावना कह रहे हैं तो आप जैसी आपदाओं का कम परिणाम 2011 के जापान भूकंप और सुनामी जैसे कम संभावना वाले उच्च परिणामों की तुलना में सूखा कह सकते हैं आप जो सोचते हैं कि लोग अधिक जोखिम वाले माने जाते हैं जोखिम के रूप में स्वीकार करते हैं तो सूखा जो उच्च संभावना है इसका मतलब है कि लगभग हर साल या बहुत बार होता है मेरे पास कम परिणाम हैं लोग मानते हैं कि कम जोखिम के रूप में लेकिन जब यह कम संभावना है तो 100 वर्षों में हो सकता है लेकिन उच्च परिणाम लोग इसे अधिक जोखिम भरा मानते हैं यह बात वैज्ञानिक अध्ययन कह रहे हैं इसके अलावा संदर्भ जोखिम की स्थिति व्यक्तिगत नियंत्रण से भय की धारणा कि मैं परिमाण और संभावना पर जोखिम को नियंत्रित कर सकता हूं इसलिए यह कैसे होगा या क्या हुआ इसका कुछ नियंत्रण है या नहीं यह एक वैरिएबल है एक अन्य वैरिएबल परिचित है अगर मैंने अनुभव किया है कि एक या अगर मैं यह अनुभव कर रहा हूं और आपदाओं और समान साझा करना है कि कौन लाभ है और कौन जोखिम है तो इस तरह के सवाल जैसे कि आप एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चला रहे थे लेकिन हो सकता है कि आप उससे भाग रहे हों लेकिन इससे किसी का जोखिम बढ़ सकता है किसी का जोखिम बढ़ सकता है तो कौन से लोग विश्वास करेंगे इसलिए किसी को यह दोष देने की क्षमता भी है कि यह जोखिम हो रहा है यह बाढ़ नगरपालिका प्राधिकरण की वजह से हो रही है इसलिए लोग गहराई से विश्वास कर रहे हैं कि अगर इसे भयानक लोग माना जाता है तो यह विश्वास न करें व्यक्तिगत नियंत्रण होने के कारण वे उस जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं जो उनकी किसी प्रकार की क्षमता है यदि वे इस तरह से मानते हैं तो वे यह नहीं समझते हैं कि यह एक उच्च जोखिम है परिचित जब लोग नियमित रूप से इसका अनुभव कर रहे होते हैं तो वे विश्वास नहीं करते हैं या जोखिम स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन जब वे देख रहे हैं तो सोचें कि वह जोखिम में है क्योंकि इससे कोई लाभान्वित हो रहा है वह सोचता है कि यह अधिक जोखिम भरा है और जब यह कारण यह बताना आसान होता है कि यह जोखिम क्यों हो रहा है जोखिम हो रहा है आपदा हो रही है क्योंकि किसी की जिम्मेदारी है लोग इसे अधिक जोखिम मानते हैं और जोखिम के कारण को ठीक मानते हैं क्या यह अनुचित है इक्विटी दूसरों का लाभ तो ये सभी कारक भी बढ़ जाते हैं जो लोगों को जोखिम के अस्तित्व और संभावनाओं को समझने के लिए स्वीकार्य बना सकते हैं ठीक है समान उपलब्धता लोगों के दिमाग में आने वाली घटनाएँ वे तुरंत इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यह ठीक है उच्च और कम मानसिक रूप से उपलब्ध या प्रतिनिधित्वत्मक विलक्षण घटनाएँ जो वे बिल्कुल एक जैसा अनुभव नहीं करते हैं लेकिन इसी तरह के और इन्हें लोगों द्वारा अधिक जोखिम भरा माना जाता है अब जोखिम की जानकारी के ट्रांसमीटर कि प्रेषक कैसे प्रेषक प्रेषक से जानकारी एकत्र कर रहा है और जोखिम की कथित गंभीरता ठीक है अब यह मास मीडिया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और ओपिनियन ग्रुप्स और वे रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स के प्रत्यक्षदर्शी के माध्यम से प्रेषकों से डेटा एकत्र कर रहे हैं ठीक है और वे एकत्रित कर रहे हैं और फिर वे इसे प्रापक्स को दे रहे हैं इसलिए इस प्रक्रिया में वे एकत्रित और व्याख्या कर रहे हैं और फिर जब वे इसे लोगों को दे रहे हैं तो वे भी व्याख्या कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं पुनर्निर्माण कर रहे हैं और डिकोडिंग कर रहे हैं और फिर वे इसे लोगों को भेज रहे हैं इसलिए वे वास्तव में ट्रांसमीटर जोखिम के मूल्य को तय करने मजबूत करने और बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे सभी आपदाओं को जन माध्यम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जाता है मूल खतरों की प्रकृति और परिमाण केवल ट्रांसमीटर के लिए मामूली द्रव्यमान है अधिकांश जन माध्यम क्या आपको लगता है समाचारों की वह मात्रा जो पीड़ितों की संख्या पर निर्भर करती है पीड़ितों की संख्या और समाचारों की मात्रा जिनका कोई संबंध नहीं है न तो यह अपेक्षित संख्या में घातक है ठीक है फोकस आम तौर पर उन खतरों पर बड़े पैमाने पर मीडिया ट्रांसमीटर के लिए है जो अपेक्षाकृत गंभीर और अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं उदाहरण के लिए चेरनोबिल ठीक जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण जिसने एक ही समय में केवल 31 मौतें और तांगशान भूकंप मारे और उसी वर्ष 800000 लोगों की मौत हुई लेकिन चेरनोबिल की तुलना में तांगशान भूकंप की मीडिया कवरेज कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं था इसलिए ऐसे कारक जो रिपोर्ट रिस्क फ़ीचर या रिस्क न्यूज़ पास करने के लिए ट्रांसमीटर आकर्षण का निर्धारण करते हैं अगर यह तकनीकी रूप से प्रेरित खतरा है तो प्राकृतिक खतरों की तुलना में वे किसी को दोष देने की अधिक संभावना की रिपोर्ट करेंगे कि यह जोखिम है लोग किसी के कारण जोखिम में हैं वे अधिक रुचि रखते हैं घटना की जगह से सांस्कृतिक दूरी लोगों को कभी भी इसका अनुभव नहीं होता है आपदा बहुत अलग सांस्कृतिक सेटिंग में हो रही है जैसे कि दूर स्थान पर या अगर कवरेज का एक नाटक और संघर्ष विशिष्टता है तो बहुत ही अनोखी रिपोर्ट जहां पहले कोई भी या राजनीतिक रूप से गर्म मुद्दों की रिपोर्ट नहीं करता था जो अभी चल रहा है और भी प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा जैसे यह बहुत ही गुप्त स्रोतों से एकत्र किया गया था लेकिन बहुत कठोर प्रक्रिया के साथ फिर ट्रांसमीटर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मीडिया जो वे रुचि रखते हैं और जब विभिन्न पक्षों या हितधारकों के बीच संघर्ष होता है तो वे उस समाचार को प्रसारित करने के लिए भी बहुत इच्छुक होते हैं इसलिए प्रेषक उन्हें भेजने वाले की व्याख्या करने वाले से जानकारी मिल रही है और फिर वे इसे पुन स्थापित कर रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं और इसलिए अनिश्चित और जटिल प्रक्रिया यह एक ऐसा है कि हमें इस सरल स्रोत मानचित्र स्रोत और संदेश और प्रापक मॉडल को समझने की आवश्यकता है कि चुनौती क्या है और बाधाएं क्या हैं बहुत बहुत धन्यवाद